मैंने उपकरण में हाइड्रोजेल एएफएम ट्रैक्शन फोर्स माइक्रोस्कोपी या लेजर एब्लेशन या ट्रिप्सिन आसंजन जैसे कोशिकाओं एएफएम की कठोरता मापन के लिए नमूने के लिए इमेजिंग के लिए स्थलाकृति के लिए आसंजन मापन वगैरह आदि का परिचय दिया और अंतिम वर्ग ने सॉफ्ट लिथोग्राफी के बारे में बात की थी और इसका उपयोग करके आप सेल आकार को विनियमित कर सकते हैं या आप माइक्रो पिलर्स का उपयोग कर सकते हैं आप टीएफएम के विकल्प के रूप में कर्षण के लिए माइक्रो पिलर बना सकते हैं मैंने संक्षेप में एक अध्ययन के बारे में बात की थी जो कोशिका के आकार या कोशिका प्रसार क्षेत्र को एपोप्टोसिस के साथ फैलाता था जो कोशिका प्रसार की सीमा से निर्धारित होता था इसी तरह कई अन्य अध्ययन भी हैं जो आणविक प्रक्रियाओं में सूक्ष्म निर्माण का उपयोग करने पर केंद्रित हैं उन पर अंतर्दृष्टि डालते हैं डॉयल और अन्य के द्वारा किये एक अन्य अध्ययन जो की कोशिका जीवविज्ञान जर्नल J of Cell Biology में प्रकाशित हुई ने प्रदर्शित किया कि 1 डी माइग्रेशन फाइब्रिलर सतहों पर 3 डी के समान है तो फाइब्रिल मैट्रिसेस द्वारा मेरा मतलब है कि कोलेजन मैट्रिसेस समान हैं तो वे ऐसा करने के बारे में कैसे गए उन्होंने जो किया वह इन पंक्तियों का पैटर्न था जो उनकी चौड़ाई डब्ल्यू में अलग थे और उन्होंने ट्रैक किया आपके पास ये पंक्तियाँ हैं आप इन पंक्तियों के शीर्ष पर आप कोशिकाओं को प्लेट करते हैं और आप उनके प्रवास को ट्रैक करते हैं और जो उन्होंने चौड़ाई के एक कार्य के रूप में जो देखा इसलिए जो देखा गया है वह चौड़ाई का एक कार्य है क्योंकि चौड़ाई बढ़ने से प्रवास की सीमा में गिरावट आई थी चौड़ाई में आपकी वृद्धि के रूप में 1 डी लाइनों में आपकी गति कम हो गई मैं अब इस अध्ययन पर चर्चा नहीं करना चाहता लेकिन मैं आपको इस पेपर का संदर्भ देता हूं कि यह आपको अंतर्दृष्टि देगा कि कोशिकाएं फाइब्रिलर मैट्रिस पर कैसे जाती हैं आज मैं यंत्रविद्या में एक और उपकरण पेश करूंगा इसे एफआरईटी कहा जाता है एफआरईटी किस लिए प्रयोग किया जाता है एफआरईटी का उपयोग प्रोटीन की परस्पर क्रिया जांच के लिए किया जाता है अनिवार्य रूप से सवाल यह है कि आप कैसे दिखाते हैं कि एक प्रोटीन ए प्रोटीन बी या रिसेप्टर लिगैंड इंटरैक्शन की तरह से बांधता है यदि आप सभी इमेजिंग का उपयोग करते हैं तो आपको सह स्थानीयकरण के बारे में जानकारी मिलेगी लेकिन यह कहना पर्याप्त नहीं है और हम बातचीत करते हैं क्योंकि हम उदाहरण के लिए जानते हैं फोकल आसंजनों पर आपके पास 100 से अधिक प्रोटीन हैं जो स्थानीयकृत हैं ऐसा नहीं है कि इनमें से प्रत्येक प्रोटीन एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहा है तो 2 प्रोटीनों की बातचीत का पता लगाने के लिए इसके बारे में जाने का एक तरीका है सह इम्यूनो अवक्षेपण का उपयोग करके इस दृष्टिकोण में क्या किया जाता है क्या आप कोशिका लाइसेट इकट्ठा करते हैं और मोतियों के साथ सेते हैं जो एक लायसेट के खिलाफ एंटीबॉडी के साथ लेपित होते हैं हम ए और बी की बातचीत को साबित कर रहे हैं इसलिए इन मोतियों को उन सभी प्रोटीन समूह से छुटकारा मिलेगा जहां ए और बी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और फिर आप इस घटक को शुद्ध करते हैं तो आप एक जैल पर रन करते हुए शुद्ध करते हैं और फिर आप इसे एंटीबॉडी के साथ बी की जांच कर सकते हैं कि क्या आपको एक बैंड मिलता है तो यह निश्चित रूप से उपयोगी तकनीक है लेकिन यह तकनीक हमें जो जानकारी नहीं देती है वह गतिशील बातचीत के बारे में क्या है क्योंकि यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपनी लायसेट को किस समय बिंदु पर एकत्रित कर रहे हैं लेकिन यदि यह पारस्परिक क्रिया गतिशील है तो हमें कहने दो कि समय के विभिन्न चरणों को या स्थानिक रूप से विनियमित करने के लिए कहें तो आपको यह जानकारी नहीं मिलेगी क्योंकि इसे एकत्रित करने से आपको औसत प्रतिक्रिया मिल रही है यह वह जगह है जहाँ प्रतिदीप्ति अनुनाद ऊर्जा हस्तांतरण की तकनीक उपयोगी है एफआरईटी प्रतिदीप्ति अनुनाद ऊर्जा हस्तांतरण का संक्षिप्त रूप है और इसमें एक उत्तेजित दाता फ्लोरोफोर से बगल वाले फ्लोरोफोर स्वीकारकर्ता के लिए ऊर्जा का हस्तांतरण होता है आमतौर पर जो सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है वह है सीएफपी और वाईएफपी ये सभी वेरिएंट हैं जो हरे रंग के फ्लोरोसेंट प्रोटीन के रंग रूप हैं आपके पास इन 2 प्रोटीनों के लिए क्या है ये 2 फ्लोरोसेंट अणु सीएफपी और वाईएफपी हैं उत्तेजना जो कि 440 नैनोमीटर है सीएफपी के लिए 480 नैनोमीटर उत्सर्जन है लेकिन वाईएफपी के लिए अपेक्षा का शिखर 510 नैनोमीटर है और उत्सर्जन जो है वह 545 किमी नैनोमीटर अब आप क्या कर सकते हैं तो मुझे क्या दिखाया गया है इसलिए यदि आपके पास सीएफपी के उत्तेजित अवस्था के दौरान है तो उत्तेजित इलेक्ट्रॉन के दोलन द्वारा एक ऊर्जा क्षेत्र बनाया जाता है अब वाईएफपी के लिए इस ऊर्जा को तब प्रदान किए गए वाईएफपी को उत्तेजित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है इसलिए एक खंड है दूरी बहुत कम है अब कितना कम है तो क्या दिखाया गया है कि ऊर्जा के इस हस्तांतरण की दक्षता आपको 6 शक्ति तक आर के रूप में घट सकती है जिसका अर्थ है कि यदि आर इन 2 फ्लोरोफोर्स के बीच पृथक्करण है तो आपकी ऊर्जा कम हो जाएगी r6 से तो आपके पास एक दक्षता है एफआरईटी दक्षता जो वास्तव में तेजी से गिरती है और यह गिर जाती है हम कहते है जैसे 60 नैनोमीटर से आगे 60 एंग्स्ट्रॉम सॉरी 60 एंगस्ट्रॉम आपकी एफआरईटी दक्षता 0 60 या 70 एंगस्ट्रॉम के करीब है अनिवार्य रूप से आप फर्श से फर्श की दूरी पर होते हैं इस विधि से पता लगाने के लिए 70 से कम एंग्स्ट्रॉम होना चाहिए तो अब आप इस एफआरईटी तकनीक में क्या करते हैं यदि आपके पास 2 प्रकार के प्रोटीन हैं तो हमें प्रोटीन ए कहें जो कि सीएफपी को टैग किया गया है प्रोटीन बी जिसे वाईएफपी को टैग किया गया है एफआरईटी में आप 440 नैनोमीटर पर क्या करते हैं और आप 545 नैनोमीटर के उत्सर्जन स्पेक्ट्रा को इकट्ठा करते हैं तो यह वाईएफपी का उत्सर्जन है और यह जीएफपी का उत्तेजना है तो यह एफआरईटी दक्षता का काम करेगी जब ये 2 अणु 60 70 नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम संदर्भ समय 1123 के क्रम के बहुत करीब हैं तब यह एफआरईटी दक्षता अच्छी है यदि वे इतने करीब हैं तो आप सुरक्षित रूप से एक धारणा बना सकते हैं कि ये 2 प्रोटीन वास्तव में परस्पर क्रिया कर रहे हैं मैंने कहा कि मैं आगे आऊंगा कि हम मैकेनोबायोलॉजी के अध्ययन के लिए एफआरईटी का उपयोग कैसे कर सकते हैं इस संबंध में मैं इस विशेष ग्राशॉफ और अन्य के पेपर पर चर्चा करना चाहूंगा यह नेचर का 2010 का एक पेपर है तो अब तक इस कक्षा के माध्यम से आपको विनकुलिन नामक प्रोटीन के बारे में पता चला है तो विनकुलिन यह एक एफए प्रोटीन है और यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो यह संरचना है आपके पास एक हेड डोमेन है और एक टेल डोमेन है जो एक लचीले लिंकर द्वारा जुड़ा हुआ है हेड डोमेन में आपके पास टेलिन अल्फा एक्टिनिन जैसे बांधने वाले सहयोगी होते हैं और टेल डोमेन में आपके पास बांधने वाले सहयोगियों के रूप में एक्टिन होता है ये सिर और पूंछ हमें एक व्हीएच हेड डोमेन से मेल खाते हैं और व्हीटी टेल डोमेन से मेल खाती है और इन्हें एक लचीले टर्नर द्वारा अलग किया जाता है अब वीएच का बंधन जब वीएच टैलिन को बांधता है तो इस घटना को विलकुलिन की नवरोहण फोकल आसंजनों की ओर ले जाती है और वीटी जैसा कि मैंने कहा कि एक्टिन और पैक्सिलिन को बांधता है अब लोगों को क्या पता चला है कि बल फोकलाइज़ेशन में विनकुलिन स्थानीयकरण का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है और विनकुलिन की कमी वाली कोशिकाएं वे दोषपूर्ण प्रसार और प्रवासन प्रदर्शित करती हैं इसके अलावा विनकुलिन की कमी वाली कोशिकाएं नियंत्रण की तुलना में नरम होती हैं और वे कम बलों को भी रोकती हैं अब विनकुलिन को आणविक क्लच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी माना जाता है और विनकुलिन को प्रमुख बढ़त के दौरान उच्च बलों के क्षेत्रों के साथ सहयोग करने के लिए जाना जाता है तो इन सभी के आधार पर लोगों ने सोचा है कि विनकुलिन आसंजनों को मजबूत करने में भाग लेता है जैसे कि यदि बल में वृद्धि हुई है तो आपने विनकुलिन की नवरोहण में वृद्धि की है तो फोकल आसंजन इस तरह से बढ़ेगा कि प्रति क्षेत्र बल स्थिर है हमने उस पेपर पर चर्चा की जिसमें हमने दिखाया कि आपके पास फोकल आसंजन 55 नैनो न्यूटन प्रति माइक्रोन स्क्वायर है इसलिए वे यह समझना चाहते थे कि विनकुलिन की संरचना का क्या होता है जब आप इसे बलपूर्वक उजागर करते हैं इसलिए इस संबंध में उन्होंने एक निर्माण का उपयोग किया जिसे उन्होंने तनाव संवेदक का नाम दिया तनाव सेंसर डिजाइन क्या है तो उन्होंने क्या किया तो आपके पास विनकुलिन के हेड डोमेन विनकुलिन का टेल डोमेन है आइए हम बताते हैं कि आपके पास वीटी है तो यह एक एफ आरईटी जोड़ी है और हम अभी भी एक लोचदार लिंकर का उपयोग करके जुड़े हुए हैं तो अगर यह टेल डोमेन हेड है और टेल डोमेन इस कंस्ट्रक्टर तनाव सेंसर से जुड़ा है जिसके बीच में इलास्टिक लिंकर है यदि लचीलापन इस विचार को करता है कि यदि लचीला डोमेन फैला है इसलिए जब आप इस दबाब में इस लचीले डोमेन की स्ट्रेचिंग कर रहे हैं तो आपका एफआरईटी एफआरईटी का सिग्नल कम होता जा रहा है तो यह तनाव सेंसर डिजाइन का विचार है सबसे पहले उन्होंने जो कुछ किया वह इस विनकुलिन की प्रतिक्रियाओं का सेलुलर फोर्सेस पर मूल्यांकन करना चाहता था तो इसके लिए उन्होंने सबसे पहले एक विनकुलिन माइनस माइनस कोशिका तैयार किया जिसमें इसका कोई विनकुलिन नहीं है और यह स्वयं है और फिर उन्होंने इसे विनकुलिन तनाव सेंसर के साथ ट्रांसफ़ेक्ट किया है और उन्होंने जो दिखाया वह दिखाया जब वे इन कोशिकाओं को चढ़ाते थे और वे जो देख रहे थे वह एफआरईटी सूचकांक या एफआरईटी दक्षता है जब कोशिकाओं को फ्राईल इंडेक्स के साथ पॉलीलाइसेन पर चढ़ाया जाता है जब वे इसे फाइब्रोनेक्टिन पर चढ़ाते हैं तो फ्रेट इंडेक्स गिर जाता है तो यह बड़ी चीजों में से एक थी इसलिए फाइब्रोनेक्टिन पर कोशिकाओं को फैलाया गया था इन परिणामों से संकेत मिलता है कि फ़्लॉरेसेंस आपको बल के तहत पता है तो आप जानते हैं कि एक बार जब कोशिकाएं फैलती हैं तो वे कर्षण बलों को और इसी तरह आगे बढ़ाएंगे जिससे फ्रेट सूचकांक में कमी आ सकती है पॉलीइलीन सतहों में कोशिकाएं बहुत अधिक गोलाकार होती हैं और इसके अनुरूप यह फ्रेट सूचकांक बहुत अधिक होता है जिससे आप जीवनकाल को भी ट्रैक कर सकते हैं तो उन्होंने इस के प्रतिदीप्ति जीवनकाल के लिए ट्रैक और जीवनकाल को पाया तो तनाव सेन्सर के रूप में यह मेरा जीवनकाल है जब तक वे फोकल आसंजनों पर मौजूद होते हैं यह एक नियंत्रण रचना की तुलना में बहुत लंबा था जिसे वे विन टीएस सॉरी विन टीएल कहते है विन टीएल के लिए अनुबंध करता है जहां केवल टेल डोमेन में फ्लोरोसेंट निर्माण के साथ जुड़ा हुआ है यह पहला प्रदर्शन था जब आप ईसीएम लेपित सब्सट्रेट पर प्लेट करते हैं यह विनकुलिन तनाव में होता है इसके बाद क्या किया गया था कि यह दिखाने के लिए कि फोकल आसंजनों के लिए विनकुलिन नवरोहण पर निर्भर है या नहीं क्या नवरोहण बल संचरण के साथ संबंध रखती है तो उन्होंने क्या किया था उन्होंने कोशिकाएं लीं और दवाओं में 2 संकुचनशीलता के साथ उपचार किया गया था उनमें से एक Y27362 दवा है जो रॉक का अवरोध करनेवाला है और उन्होंने मायोसिन IIA नॉकडाउन कोशिकाओं का उपयोग किया तो इन दोनों उपचारों में आपकी सिकुड़न कम होनी चाहिए यदि सिकुड़न कम हो जाती है तो आसंजनों पर बल नीचे की ओर जाना चाहिए इसलिए इस विचार के अनुरूप कि उन्हें क्या मिला जब उन्होंने एफआरईटी इंडेक्स को ट्रैक किया यदि यह औसत एफआरईटी इंडेक्स था जब आपके पास नियंत्रण की स्थिति पर तनाव सेंसर का निर्माण होता है तब उन्होंने IIA या Y27632 को खटखटाया इन दोनों मामलों में एफआरईटी इंडेक्स ऊपर चला गया तो एफआरईटी सूचकांक के ऊपर जाने का मतलब है कि लोचदार लिंकर के खिंचाव की सीमा कम हो जाती है इससे पता चलता है कि बलों के बीच यह जुड़ाव है और यह आसंजन के दौरान स्थानीयकरण है यह पूछने के लिए अध्ययन का विस्तार है कि विनकुलिन स्थानीयकरण या विनकुलिन में तनाव कोशिका प्रवास के दौरान कैसे भिन्न होता है और इस उद्देश्य के लिए वहां जो कुछ भी था उन्होंने सेल के उभरने वाली तरफ से उभरते आसंजनों से और पीछे के आसंजनों से एफआरईटी सिग्नल को ट्रैक किया जैसा कि आप याद करते हैं कि कोशिका के बाद आणविक क्लच में एक्टोमीसिन एक्टिन पर निर्भर बहिक्षेप बलों को बाहर निकालता है जिससे आपके अग्रणी किनारे पर इन फोकल कॉम्प्लेक्स का निर्माण शुरू होता है उसी तरह पिछले किनारे पर आपके पास ये आसंजन होते हैं जो सिकुड़े बलों के कारण वहाँ पर टूटेंगे उन्हें जो कुछ मिला उनकी तुलना उभार के किनारे और पीछे के किनारे से की गई थी जब उन्होंने एफआरईटी सिग्नल की तुलना में काम किया तो उन्होंने पाया कि फ्रेट इंडेक्स पीछे के किनारे की तुलना में उभरी हुई धार का फ्रेट इंडेक्स बहुत कम था इससे दिखते है कि उच्च फ्रेट इंडेक्स का मतलब कम बल है इसलिए इसे और अधिक विस्तार से देखने के लिए कि उन्होंने क्या किया था उन्हें ट्रैक किया गया था उन्होंने फोकल आसंजन आकार के साथ फ्रेट सूचकांक को सहसंबद्ध किया और उन्होंने पाया कि उभरे हुए किनारे पर उन्होंने 2 एक्सेस हैं एक आपकी फ्रेट दक्षता है और एक आपकी फोकल आसंजन आकार है तो समय के एक कार्य के रूप में पाया जाता है अगर फ्रेट सूचकांक में वृद्धि हुई है तो फोकल आसंजन आकार में भी वृद्धि हुई है इस प्रकार यह उभरी हुई धार पर था दूसरे छोर पर उन्हें जो मिला वह इस मामले में सकारात्मक संबंध है दूसरे मामले में उन्हें जो मिला वह था फ्रेट इंडेक्स में वृद्धि लेकिन फोकल आसंजन आकार में कमी आई है ये सुझाव देते हैं कि विनकुलिन नवरोहण और 2 अलग अलग घटनाओं पर बल देता है तो यह कोशिका के 2 अलग अलग हिस्सों में एक बड़ा बदलाव है तो यह एफआरईटी की हमारी चर्चा का समापन करता है पिछले कुछ हफ्तों में पिछले कुछ हफ्तों में हमने विभिन्न पत्रों पर चर्चा की है मैं यह जानना चाहूंगा कि कुछ रीडिंग असाइनमेंट क्या हैं जो आपको पिछले एक सप्ताह के लिए करना होगा सबसे पहले पेलहम और वांग का पेपर पढ़ें जिसने कड़ापन को जोड़ा और आगे बढ़ते हुए आपके बायोफिज़िकल पेपर इसने फैलने में ईसीएम की कठोरता और लिगैंड घनत्व के सामूहिक प्रभाव को दिखाया लो और अन्य यह फिर से वांग द्वारा सामूहिक रूप से किया गया था इसमें यह दिखाया गया है यह 2000 जिसमें durotaxis का प्रदर्शन किया है यह एक बार फिर से 2000 का बायोफिजिकल जर्नल खेद है कि यह बायोमैकेनिक्स जर्नल है तो यह एक समीक्षा पेपर है जो इस बात पर चर्चा करता है कि आप यांत्रिकी को जांचने के लिए ऑप्टिक्स और मैकेनोबोलॉजिकल टूल को कैसे जोड़ सकते हैं यह एक पेपर है जो ट्रिप्सिन डी आसंजन की शुरुआत करता है जो कि सिकुड़न की परख के जांच के रूप में की आपके पास यह एक 2005 का पेपर है जिसमें संविदात्मक यांत्रिकी की जांच के लिए लेजर पृथक्करण की शुरुआत की गई थी और जिस पेपर की मैंने अभी चर्चा की है वह विनकुल टेंशन सेंसर है यह हमारे पाठ्यक्रम को समाप्त करता है मुझे आशा है कि आपने इस पाठ्यक्रम का आनंद लिया है और मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप कई ऐसे पेपरों को पढ़ सकते हैं जो एक या एक से अधिक पेपर में सूचीबद्ध हैं जो कि एक रीडिंग असाइनमेंट के रूप में सुझाव दिए गए हैं जहां आपके पास कई अन्य पेपरों के संदर्भ हैं जिनमें कोशिका व्यवहार के लिए प्रासंगिक यंत्रविषयक संदर्भ जैसी कुछ और चर्चा की गई है आपके ध्यान देने के लिए धन्यवाद